पिछली क्लास में हम सीरीज RLC सर्किट के स्टेप रिस्पांस के बारे में पढ़ रहे थे इस क्लास में हम अपना डिस्कशन सीरीज RLC सर्किट पर जारी रखेंगे और हम यह भी देखेंगे कि क्या होता है जब R L और C पैरलल में लगे होते हैं और फिर उस सर्किट को स्टेप इनपुट देकर उसका रिस्पॉन्स देखेंगे तो आइए पहले हम याद करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में हमने सीरीज RLC सर्किट के स्टेप रिस्पांस के बारे में डिस्कस किया था और हमने यह भी डिस्कस किया था कि जब t0 पर स्विच क्लोज होता है तब इस सर्किट का इक्वेशन होगा जहां Vs सोर्स वोल्टेज है अब जब हम इसे और हल करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा और उसके बाद हमने सीरीज RLC सर्किट के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया जिसके दो कंपोनेंट थे जोकि हमने मेष एनालिसिस से प्राप्त किया था पहला कंपोनेंट नेचुरल रिस्पांस और दूसरा फोर्स रिस्पांस और हमने यह देखा था कि टोटल रिस्पांस इन दोनों नेचुरल रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस का जोड़ होता है नेचुरल रिस्पांस को पाने के लिए हमें Vs 0 रखना होता है और तब हमें 3 कंडीशन मिलती हैं जैसे ओवरटडैंप क्रिटिकली डैंप और अंडरडैंप की और हमें इन 3 कंडीशन में 3 वोल्टेज की वैल्यू भी मिलती है और उसके बाद हमने पढ़ा कि फोर्स रिस्पांस कुछ नहीं बल्कि स्टडी स्टेट वैल्यू है कैपेसिटर पर और वह कुछ और नहीं बल्कि वोल्टेज Vs है और तब हमें आखिरकार 3 कंडीशन मिलती हैं जैसे ओवर डैंप क्रिटिकली डैंप और अंडर डैंप की और पिछली क्लास में हम यह भी डिस्कस कर रहे थे कि यह तीनों इक्वेशंस में दो अननोन है A1 और A2 जिसका हम पता लगा सकते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन की मदद से जैसे कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज और इंडक्टर की इनिशियल करंट से उसी तरह हम फाइनल वैल्यू भी निकाल लेंगे तो हमें क्या करना होगा हमें यह एक उदाहरण के मदद से समझना होगा तो हम क्या करेंगे हम एक उदाहरण लेंगे यहां इस उदाहरण में हम स्विच को ओपन कर रहे हैं t0 पर और रजिस्टेंस R 5ohm दी गई है और स्विच इनिशियली क्लोज थी और जब इसे ओपन किया जाएगा तब सर्किट सीरीज RLC में बदल जाएगी अब इसमें करंट i और v की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए अगर आप इस चित्र को देखें जहां स्विच इनिशियली क्लोज थी t0 के लिए तो यहां क्या हुआ होगा इस सर्किट में इस समय इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि स्विच बहुत लंबे समय से क्लोज है और कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा क्योंकि वह अपने एक निर्धारित वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा और फिर ओपन सर्किट की तरह काम करेगा तो अब इस सर्किट में क्या बचा अब यहां सिर्फ दो रेजिस्टेंस बचे सर्किट में तो इन दो रजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से हम कैपेसिटर पर वोल्टेज और इंडक्टर से बहने वाली करंट t0 पर निकाल लेंगे तो हम शुरुआत कहां से करेंगे अब जैसा कि प्रश्न में दिया है कि R5 ohm है और स्विच क्लोज है t0 पर तो हमें इस समय t0 पर सबसे पहले इंडक्टर से बहने वाली करंट निकालनी होगी तो इस चित्र में देखें हमें क्या मिलेगा कि सिर्फ दो रेजिस्टेंस हैं सर्किट में और इंडक्टर से बहने वाली करंट कुछ और नहीं बल्कि रजिस्टेंस से बहने वाली करंट के बराबर है तो हमें यहां दिख रहा है कि 24V का वोल्टेज सोर्स है और R5 ohm है जो कि 1 ohm के साथ सीरीज में है जिसके कारण टोटल रेजिस्टेंस 6 ohm हो जाएगा इसलिए इनिशियल करंट की वैल्यू 4A होगी t0 पर अब इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर पर वही होगी जो वोल्टेज 1 ohm पर होगा तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं हमें 1 ohm रजिस्टर पर वोल्टेज निकालना होगा क्योंकि सर्किट में बहने वाली करंट 4A है जो हमने अभी निकाली है तो कैपेसिटर पर वोल्टेज 1 ohm 4A होगा जोकि 4V होगी तो अब हमें कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज मिल चुका है जो कि कुछ और नहीं बल्कि 4V है अब जब t0 पर स्विच ओपन होगा तो 1 ohm रेजिस्टेंस सर्किट से अलग हो जाएगा जिसका मतलब है कि जब t0 पर आप स्विच को ओपन करेंगे यह रजिस्टेंस सर्किट से हट जाएगा अब सर्किट में सिर्फ R5 ohm 1 H इंडक्टर और 05 F कैपेसिटर होगा जो कि एक सीरीज RLC सर्किट है अब इस केस में हमें क्या करना होगा कि पहले हमें इसके करैक्टेरिस्टिक रूट निकालने होंगे क्योंकि यह सीरीज RLC सर्किट है जो हम पढ़ चुके हैं फिर करैक्टेरिस्टिक रूट की वैल्यू पता लगानी होगी अब आइए पता लगाते हैं α की वैल्यू जो α R2L होती है हमें α R2L की वैल्यू 25 मिलेगी और की वैल्यू 2 होगी इसका मतलब है कि यह सर्किट ओवरट डैंप है जैसा आप देख पा रहे हैं तो यहां ओवर डैंप केस का मतलब है कि करैक्टेरिस्टिक रूट के वैल्यू 1 और 4 होंगे जो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से तो यह ओवर डैंप केस है इसलिए कैपेसिटर पर वोल्टेज होगा अब फोर्स अथवा स्टेडी स्टेट रिस्पांस है तो अगर आप इस चित्र को देखें जोकि स्विच के ओपन होने के बाद का चित्र है तो कुछ और नहीं बल्कि Vs होगा क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो सर्किट में करंट 0 हो जाता है तो की स्टडी स्टेट वैल्यू 24V होगी इसलिए हम लिख सकते हैं

अब हमारा अगला काम है A1 और A2 निकालना इनिशियल कंडीशन से जोकि t0 पर 4V है जो हमने अभी निकाला था इसलिए अगर हम t0 रखें कैपेसिटर पर वोल्टेज के इक्वेशन में तो हमें t0 पर कुछ ऐसा मिलेगा अगला हम जानते हैं कि इंडक्टर से बहने वाली करंट अचानक से नहीं बदल सकती और वही करंट कैपेसिटर से होकर जाएगी t0 पर जब हम स्विच को ओपन कर देंगे तब भी क्योंकि यह सीरीज सर्किट है इसलिए कैपेसिटर से वही करंट बहगी जो इंडक्टर से होकर बह रही है जिसका मान है जैसा हमने पहले निकाला है तो की वैल्यू t0 पर कुछ और नहीं बल्कि 16 है जो आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं अब इससे पहले कि हम कंडीशन का प्रयोग करें हम v का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे हमें v की यह वैल्यू पता है तो आइए फर्स्ट डेरी वेटिंग निकाल लेते हैं जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी और अब हम इसमें t0 रखते हैं जिससे हमें दूसरी क्वेश्चन मिलेगी तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं A1 और A2 के लिए पहला आपको यहां से मिलेगा और दूसरा आपको यहां से मिलेगा तो आप इन दोनों इक्वेशन का प्रयोग करके A1 और A2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो जब आपको A1 और A2 की वैल्यू मिल जाएंगी तब आप इसे वोल्टेज v में रख दे जिससे आपको v का इक्वेशन मिल जाएगा अब क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में है इसलिए इंडक्टर से बहने वाली करंटऔर कैपिटल से बहने वाली करंट दोनों एक ही होगी इसलिए हम कह सकते हैं कि iC dvdt होगा तो जब आप इसे डिफरेंटशिएट करेंगे और C से गुड़ा करेंगे तब आपको i कि वे वैल्यू मिल जाएगी अब आप इसमें t0 रखें तो आपको वही इक्वेशन मिलेगा जैसा आपको उम्मीद था तो इस तरह से आपने A1 और A2 की वैल्यू निकाल ली इनिशियल कंडीशन की मदद से जैसे इंडक्टर करंट और कैपेसिटर वोल्टेज आइए अब हम अपने सेकंड केस को देखते हैं जो कि स्टेप रिस्पांस है पैरलल RLC सर्किट का अब यहां चित्र में मान लीजिए पैरलल RLC सर्किट दर्शाई गई है अब हम यहां क्या कर रहे हैं कि शुरुआत में स्विच क्लोज है और t0 पर हम स्विच को ओपन कर रहे हैं जिससे हमें पैरलल RLC सर्किट मिल रही है यहां t0 पर करंट सोर्स शॉर्ट सर्किट है इसलिए जब हम स्विच को ओपन करेंगे यह सर्किट पैरलल RLC सर्किट में बदल जाएगी अब t0 पर आइए KCL लगाते हैं टॉप नोड पर तो क्या होगा करंट Is की वैल्यू 3 एलिमेंट में बटेगी R L और C में अब रजिस्टेंस R से बहने वाली करंट vR होगी जहां v कुछ और नहीं बल्कि कैपेसिटर वोल्टेज है और i इनिशियल करंट है जो इंडक्टर से होकर बह रही है और कैपेसिटर से बहने वाली करंट Cdvdt होगी और इन तीनों का जोड़ Is के बराबर होगा अब हमें पता है कि होता है इसलिए अब हम v की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और इसे दोबारा से अरेंज करेंगे जिससे हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा तो यही वह इक्वेशन है जो हमें पैरलल सर्किट में मिलता है अब पूर्ण सलूशन में नेचुरल रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस दोनों होगा इसलिए हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट जोड़ होगा फोर्स रिस्पांस करंट और नेचुरल रिस्पांस करंट का करंट का नेचुरल रिस्पांस हमने पिछले लेक्चर में देखा था जब हम पैरलल RLC सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए हम वही इक्वेशन लिख सकते हैं जैसे ओवरडैंप के केस में यह होगा जहां औरकरैक्टेरिस्टिक रूट के इक्वेशन हैं और क्रिटिकली डैंप के केस में नेचुरल रिस्पांस होता है जहां α डैंपिंग कोऑफिशिएंट है और अंडरडैंप के केस में हमें होगा जहां डैंपिंग फ्रीक्वेंसी है अब यह तीनों हमें मिले थे जब हम सोर्स फ्री सर्किट का नेचुरल रिस्पांस पढ़ रहे थे अब फोर्स रिस्पांस स्टडी स्टेट या फाइनल वैल्यू होगी करंट i की तो अगर आप सर्किट देखें कि जब स्विच ओपन है लंबे समय से तब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसलिए सारा Is करंट इंडक्टर से होकर बहेगा इसलिए आप कह सकते हैं कि फाइनल वैल्यू करंट की जो इंडक्टर से होकर बह रही है वह सोर्स करंट Is के बराबर है इसलिए आप if की जगह Is को रखेंगे जो कि फोर्स रिस्पांस है तो ओवर डैंप केस में टोटल करंट की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि जोड़ होगा Is और सर्किट के नेचुरल रिस्पांस का और इसी तरह क्रिटिकली डैंप केस में टोटल करंट की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि जोड़ होगा Is और सर्किट के नेचुरल रिस्पांस का और इसी तरह अंडरडैंप केस में टोटल करंट की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि जोड़ होगा Is और सर्किट के नेचुरल रिस्पांस का तो यह तीनों हमें मिले हैं सर्किट के डैंपिंग कॉएफिशिएंट और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आधार पर जिसे हम α और से दर्शाते हैं इसलिए विभिन्न परिस्थितियों में हमें यह 3 करंट की वैल्यू मिलेंगी ओवरडैंप के केस में α होगा और क्रिटिकली डैंप के केस में α होगा और अंडरडैंप के केस में α होगा अब इन करंट की इक्वेशन में आपको पता है कि A1 और A2 दो चीजें हैं जो हमें पता नहीं है इन्हें कैसे निकाला जाएगा हम इसे निकालने के लिए फिर से इनिशियल वैल्यू का प्रयोग करेंगे जैसे कैपेसिटर में वोल्टेज और इंडक्टर से बहने वाली करंट का जिससे हम A1 और A2 की वैल्यू निकाल लेंगे अब इसे कैसे किया जाएगा आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से समझ आ जाए आप यहां देखिए सर्किट में तो 4A करंट सोर्स इंडक्टर पर लगा हुआ है तो जब t0 है तब स्विच ओपन है और करंट सिर्फ इंडक्टर से बह रही है जिसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि t0 पर सर्किट दो भाग में बटी हुई है पहला भाग जहां करंट सोर्स है और दूसरा जहां वोल्टेज सोर्स है तो t0 पर जब स्विच ओपन है करंट 20H इंडक्टर से होकर बहेगी जिसका यह मतलब है कि आप कह सकते हैं कि i करंट 4 A के बराबर होगा t0 पर यह आप आसानी से सर्किट से निकाल सकते हैं अब आप वोल्टेज सोर्स देखिए जो दूसरे भाग में लगा हुआ है सर्किट के जिसकी वैल्यू V है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ कि t0 पर वोल्टेज की वैल्यू 30 होगी और t0 पर वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी मतलब जब स्विच क्लोज होगा तब वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाए जाएगा तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपको अपने दिमाग में रखना होगा क्योंकि यहां एक यूनिट स्टेप फंक्शन है जिसका मतलब है कि इसकी वैल्यू होगी t0 पर और इसकी वैल्यू 0 होगी t0 पर अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सर्किट को हल करते हैं t0 पर स्विच ओपन होगा इसलिए इंडक्टर से बहने वाली इनिशियल करंट 4A होगी अब जैसा हमें पता है कि की वैल्यू 30 होगी t0 के लिए और 0 होगी t0 के लिए इसलिए वोल्टेज सोर्स सर्किट में सिर्फ t0 पर लगेगा t0 पर मतलब स्विच क्लोज होने से जस्ट पहले कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा और कैपेसिटर पर वोल्टेज उतना ही होगा जितना 20 ohm रजिस्टर पर होगा क्योंकि दोनों आपस में पैरलल में हैं अगर आप सर्किट का यह हिस्सा देखें तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्विच ओपन है बहुत लंबे समय से इस कारण से कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा और इसलिए कैपेसिटर पर वोल्टेज उतना ही होगा जितना 20 ohm रजिस्टर पर होगा अब t0 पर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 30 है और यह दोनों आपस में सीरीज में है क्योंकि करंट इस दिशा में बहेगी तो क्या वैल्यू होगी वोल्टेज की 20 ohm रजिस्टर पर जोकि कैपेसिटर के साथ पैरलल में है अब आप सीधे वोल्टेज डिवीजन का फार्मूला लगाइए जिससे आपको t0 पर वोल्टेज की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 15 V मिलेगी तो यह हमारा इनिशियल वोल्टेज होगा कैपेसिटर पर जब स्विच क्लोज होगा तो अब हमारे पास दो इनिशियल कंडीशन हैं t0 पर पहला इंडक्टर से बहने वाली करंट और कैपेसिटर पर वोल्टेज t0 पर स्विच क्लोज होगा और हमारे पास पैरलल RLC सर्किट होगी जिसमें एक करंट सोर्स होगा यहां वोल्टेज सोर्स बंद होगा क्योंकि t0 पर वह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उसकी वैल्यू 0 होगी तो अब दोनों 20 ohm रजिस्टेंस आपस में पैरलल में हैं इसलिए इक्विवेलेंट R की वैल्यू 10 ohm होगी और यह वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो अब हमारे पास पैरलल RLC सर्किट का केस है यहां हमारे पास एक इंडक्टर एक कैपेसिटर है और हमारे पास एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ohm का है और यह सब आपस में पैरलल मैं जुड़े हैं तो अब हम क्या करेंगे कि हम उन इक्वेशन का प्रयोग करेंगे जो हमें पैरलल RLC सर्किट के केस में मिले थे जिससे हम करैक्टेरिस्टिक रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं तो α कुछ भी नहीं बल्कि होगी तो अगर इसमें आप R और C की वैल्यू रखें जैसे R10 और C8 mF तो आपको α की वैल्यू 625 मिलेगी इसी तरह होता है और इसकी वैल्यू आपको 25 मिलेगी तो यहां आप देख पा रहे हैं कि है जिसका मतलब है कि यह ओवरडैंप सर्किट का केस है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके करैक्टेरिस्टिक रूट्स निकाल लेंगे से हम लिख सकते हैं कि करंट की वैल्यू कुछ नहीं बल्कि जोड़ होगा फोर्स करंट का और नेचुरल रिस्पांस का जो कि है यहां फोर्स करंट की वैल्यू है जो कि 4 है जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं कि जब सर्किट बहुत देर तक क्लोज रहती है तब कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है और इसलिए सारा करंट 20H इंडक्टर से होकर बहेगा तो इसका मतलब है की की वैल्यू 4A है सर्किट में और अगर अब हम इक्वेशन में t0 रखें जोकि 4 के बराबर है तो हमें A2 A1 मिलेगा और अगर इस इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालें और t0 रखें तो हमें यह इक्वेशन मिलेगा अब आपको पता है कि कैपेसिटर का वोल्टेज अचानक से नहीं बदल सकता इसलिए वह 15 V ही होगा और क्योंकि कैपेसिटर इंडक्टर के साथ पैरलल में है इसलिए इंडक्टर का वोल्टेज कुछ और नहीं बल्कि होगा अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन में रख देंगे जहां t0 पर इसकी वैल्यू 4A होगी और यह इक्वेशन A1 और A2 के बीच एक रिलेशन बना रहा है जिससे आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे A1 और A2 के बीच जिसे हल करके आप A1 और A2 निकाल लेंगे अब आपके पास A1 और A2 वैल्यू है और आपको पता है कि i कुछ और नहीं बल्कि 4 है इसलिए आप इसे इस इक्वेशन में रख दें इसलिए यह फाइनल इक्वेशन होगी करंट की t के रिस्पेक्ट में अब इसी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं A1 और A2 की वैल्यू पैरलल RLC सर्किट में तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन बंद करते हैं और इस सेशन में हमने सीरीज एवं साथ में ही पैरलल RLC सर्किट के स्टेप रिस्पांस के बारे में पढ़ा और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन को और आसानी से कैसे हल करते हैं क्योंकि अब तक हमने जो इक्वेशन पढ़ें वह फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित थे जोकि कभी कभी हल करना कठिन होता है इसलिए हम एक दूसरी टेक्निक जिसे लाप्लास ट्रांसफार्म कहते हैं का प्रयोग करेंगे और हम पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सर्किट को हल करने में धन्यवाद